अभिवादन और TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 15 में आपका स्वागत है यह इकाई कोर्स आउटकम्स के लेखन से संबंधित है और आउटकम आधारित शिक्षा पर इस पूरे मॉड्यूल का यही लक्ष्य है पहले वाली इकाई में हमने आउटकम एसेसमेंट और इंस्ट्रक्शन को संरेखित करने में टेक्सोनोमी टेबल की भूमिका को समझा आउटकम एसेसमेंट और इंस्ट्रक्शन की प्रकृति के बारे में हमारी सभी चर्चाओं में हम टेक्सोनोमी टेबल की सेल और सेल के पते के संदर्भ में बात करने की कोशिश कर रहे थे इस इकाई में हम एक कोर्स के आउटकम लिखते हैं और उन्हें टेक्सोनोमी टेबल में दर्शाते हैं हम एक आउटकम लिखते हैं और आउटकम लिखने में हम कुछ संरचित पद्धति का पालन करने की कोशिश करेंगे और लिखित रूप में हम उन्हें टेक्सोनोमी टेबल में खोजने का प्रयास करेंगे हम अब कोर्स के आउटकम की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम कोर्सों की बात कर रहे हैं जो एक कार्यक्रम के तत्व हैं इसलिए आप जिस भी कोर्स को देखते हैं यह याद रखना चाहिए कि एक कोर्स को कार्यक्रम के अन्य कोर्सों से अलग थलग नहीं माना जा सकता है अर्थशास्त्र में BA एक कार्यक्रम है यह एक इकाई है कई कोर्स हैं जो कार्यक्रम BA अर्थशास्त्र में शामिल हैं लेकिन कार्यक्रम में ही बहुत निर्दिष्ट प्रोग्रामआउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हैं इसलिए एक कार्यक्रम में किसी भी एक कोर्स को दूसरों से अलग थलग नहीं देखा जा सकता है इसलिए यदि आप भारत में सभी स्नातक और स्नातकोत्तर सामान्य कार्यक्रमों के स्नातकों के बारे में बात करते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा पहचाने जाने वाले प्रोग्राम आउटकम program outcome PO को प्राप्त करना आवश्यक है और यदि यह एक स्वायत्त संस्थान है तो कॉलेज द्वारा और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम program specific outcome PSO विश्वविद्यालय या विभाग या विभाग आमतौर पर बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरह होगा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोग्राम में आवश्यक हैI हम इन POs और PSOs को कैसे प्राप्त करेंगे वे मुख्य रूप से कोर्सों के माध्यम से प्राप्त होते हैं कभी कभी एक परियोजना हो सकती है जो सभी कार्यक्रमों और कुछ सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में अनिवार्य नहीं है ये एकमात्र साधन हैं जो हमारे पास आउटकम को प्राप्त करने के संदर्भ में हैं लेकिन एक बात जो याद रखनी चाहिए वह यह है कि जब हम POs और PSOs की प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ गतिविधियां उस कार्यक्रम की सभी छात्रों को करनी चाहिएI उदाहरण के लिए आपके पास कुछ कोर्स होंगे जो इलेक्टिव्स हैं इलेक्टिव्स का मतलब होगा कि कुछ छात्र उस विशेष कोर्स को नहीं ले रहे हैं सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के संबंध में भी यही बात है सभी छात्र एक ही गतिविधि में भाग नहीं लेंगे किस कोर्स को संबोधित करना है और किसको नहीं बाद में संबोधित किया जाएगा कोर्सों पर आते हैं कोर कोर्स इलेक्टिव्स के रूप में वर्तमान UGC शब्दावली के अनुसार कोर्स को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है कोर कोर्स का मतलब है कि सभी छात्र इन कोर्सों को लें और इलेक्टिव्स केवल कुछ छात्रों द्वारा लिया जाता है एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज और स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज होते हैं यह वर्तमान में UGC द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है सभी छात्रों के लिए एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज अनिवार्य हैं लेकिन स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज को इलेक्टिव्स के रूप में माना जाना है अर्थात प्रत्येक छात्र प्रत्येक स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज नहीं लेगा POs और PSOs को कोर कोर्स एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज और गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिसमें सभी छात्र भाग लेते हैं वे सह पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन केवल उन गतिविधियों को जहां सभी छात्र भाग लेते हैं पर विचार किया जा सकता है और जब आप इसे देखते हैं तो कोर्स क्रेडिट के संदर्भ में या शिक्षकों और छात्रों दोनों के समय की खर्च की राशि के संदर्भ में किसी भी प्रोग्राम के प्रमुख भाग का गठन करते हैं कोर्स किसी भी UG या यहां तक कि PG प्रोग्रामों के प्रमुख भाग का गठन करते हैं वर्तमान CBCS के तहत च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं यह क्रेडिट सिस्टम की एक प्रकृति है यह 3 0 0 हो सकता है इसका क्या मतलब है एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह 3 कक्षा सत्र होते हैं अगला अंक कई घंटों के ट्यूटोरियल से जुड़ा होता है और तीसरा अंक एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह क्रेडिट की संख्या से मेल खाता है आपके पास सभी प्रकार के संयोजन हो सकते हैं एक शुद्ध सिद्धांत कोर्स 3 0 0 हो सकता है या यह 3 0 1 हो सकता है इसका मतलब यह है कि आपके पास कक्षा की बातचीत के लिए तीन क्रेडिट हैं और प्रयोगशाला के लिए एक क्रेडिट है 3 1 0 इसका मतलब 3 घंटे की कक्षा की गतिविधि है लेकिन ट्यूटोरियल के लिए 1 घंटे सख्ती से है इसका मतलब है आप नई सामग्री को संबोधित नहीं कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं छात्र उस सामग्री के साथ जुड़ रहा है जो पहले से पढ़ाया जा रहा था आपके पास 4 0 0 4 0 2 या 5 1 0 और 0 0 2 0 0 1 और इत्यादि हो सकते हैं आपके पास कई संयोजन हो सकते हैं और सभी अनुमेय हैं उदाहरण के लिए स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज प्रमुख रूप से 2 क्रेडिट हैं जिसका मतलब यह हो सकता है कि या तो मेरे पास 0 0 2 या 1 0 1 है सभी संभावनाएं मौजूद हैं और अब एक चीज जो हुई है जबकि क्रेडिट सिस्टम काफी समय से आसपास है यह केवल एक लेबल है जिसे सख्ती से लागू करने के बजाय एक कोर्स को दिया जाता है एक क्रेडिट का क्या मतलब है एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह कक्षा की परस्पर क्रिया का 1 घंटा एक सेमेस्टर में 15 16 शिक्षण सप्ताह हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे गणना करना चाहते हैं कुछ संस्थानों में हम जानते हैं केवल 14 शिक्षण सप्ताह हैं बाकी के सप्ताह सभी संबंधित परीक्षाओं परीक्षणों या कुछ अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं लेकिन वास्तविक कक्षा की परस्पर क्रिया 14 से 16 सप्ताह तक कहीं भी प्रतिबंधित है भले ही आप सबसे अधिक लेते हैं एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह कक्षा सत्र परस्पर क्रिया के 1 घंटे के रूप में एक क्रेडिट परिभाषित किया गया है तो एक क्रेडिट का मतलब होता है एक सेमेस्टर में 16 कक्षा घंटे और एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह 1 घंटे का ट्यूटोरियल या एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह प्रयोगशाला या फील्ड वर्क के 2 घंटे तो 3 0 0 का क्या मतलब है 3 गुणा 16 अधिकतम या न्यूनतम 3 गुणा 14 होते हैं 42अर्थात प्रति सप्ताह 42 से 48 कक्षा सत्र और अधिक नहीं और 3 1 0 का मतलब होगा कि मेरे पास 42 से 48 कक्षा सत्र और ट्यूटोरियल के 14 से 16 सत्र होंगे यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि कोर्स का दायरा या सामग्री की मात्रा जो एक कोर्स में निपटाया जाता है हमारे द्वारा किए जाने वाले परस्पर क्रिया के कक्षा घंटे की संख्या के अनुरूप होना चाहिए उदाहरण के लिए मेरे पास 2 0 0 कोर्स और 70 कक्षा सत्र नहीं दे सकते हैं वे पूरी तरह से असंगत हैं और UGC के आदर्श के खिलाफ हैं हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है हर एक को इस क्रेडिट परिभाषा की ओर बढ़ना चाहिए क्रेडिट परिभाषा के बारे में कोई विशेष विकल्प नहीं है यह दुनिया भर में सार्वभौमिक है और इसे UGC ने कुछ समय पहले अपनाया है तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि परस्पर क्रिया के कक्षा घंटे की संख्या भी उस सामग्री की मात्रा तय करेगी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और फिर हम इसे दोहराना चाहते हैं छात्र अच्छी तरह से तभी सीखते हैं जब वे इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि उन्हें एक कोर्स के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए यहां कोर्स आउटकम है एसेसमेंट कोर्स आउटकम के साथ एलाइनमेंट में है इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को डिजाइन और संचालित करने के लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए छात्रों को सुविधा प्रदान की जाती है जो उनसे प्राप्त करने की उम्मीद है इंस्ट्रक्शन एसेसमेंट और कोर्स आउटकम के बीच एलाइनमेंट कोर्स आउटकम क्या हैं कोर्स आउटकम वही हैं जो छात्र को कोर्स के अंत में करने में सक्षम होना चाहिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह गुण कौशल और ज्ञान सहित एक प्रभावशाली क्षमता है यदि कोई सभी 3 क्षेत्रों को करने के लिए तैयार है जो कोर्स आउटकम पता कर सकता है अर्थात कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर क्षेत्र कुछ गतिविधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जिसे पूरी तरह से पहचाना जाता है यही एक कोर्स आउटकम है कोर्स आउटकम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है यह औसत दर्जे का होना चाहिए जब आप किसी आउटकम के बारे में बात करते हैं तो यह अवलोकन योग्य और औसत दर्जे का होना चाहिए यदि यह इन दो गुणों को संतुष्ट नहीं करता है तो यह आउटकम नहीं है यह निश्चित रूप से कोर्स आउटकम नहीं है हम आउटकम कैसे लिखते हैं उदाहरण के लिए लर्निंग आउटकम या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे कई अन्य शब्द हैं जिनका उपयोग होता है हमने उन्हें सूचीबद्ध किया है वे सभी शिक्षाविदों या शिक्षा या शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक मुद्दा या चिंता का विषय रहे हैं शुरुआती दिनों में से एक मैगर की बदौलत है जो अभी भी सक्रिय है जो अभी भी इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के बारे में बात करता है और 1962 में उसने प्रस्ताव किया कि एक लर्निंग आउटकम में 3 तत्व होने चाहिए एक को परफॉर्मेंस कहा जाता है आउटकम स्टेटमेंट को हमेशा यह कहना चाहिए कि सीखने वाले को क्या करने में सक्षम होना चाहिए हमारे लिए यह थोड़ा अस्पष्ट हो जाता है फिर कंडीशन आउटकम ने हमेशा महत्वपूर्ण कंडीशन इफ एनी का वर्णन किया वह इफ एनी महत्वपूर्ण है जिसके तहत परफॉर्मेंस होना है उदाहरण के लिए स्कूल स्तर पर एक छात्र को कागज और पेंसिल पर 7 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए जिसका मतलब है कि कंडीशन कागज और पेंसिल है मुझे उस कंडीशन को भी सेट करने की आवश्यकता नहीं है कागज और पेंसिल के बजाय मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो छात्र का एक कैलकुलेटर कागज और पेंसिल या यहां तक कि एक लैपटॉप या किसी अन्य साधन का उपयोग करने के लिए स्वागत है तो कंडीशन इफ एनी का अर्थ स्वैच्छिक है फिर क्राइटेरियन पर आते हैं जब भी संभव हो एक आउटकम स्वीकार्य परफॉर्मेंस के क्राइटेरियन का वर्णन करके यह बताता है कि शिक्षार्थी को स्वीकार्य होने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए परफॉर्मेंस स्वीकार्य होने के लिए आप कुछ क्राइटेरिया को परिभाषित करते हैं उदाहरण के लिए आपको वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए किसी दी गई पंक्ति या वस्तु की लंबाई 01 मिलीमीटर के भीतर है जब तक कि मैं उसके भीतर मापने में सक्षम नहीं हूं परफॉर्मेंस स्वीकार्य नहीं है तो यह परफॉर्मेंस की स्वीकृति के लिए एक क्राइटेरिया बन जाता है तोकंडीशन स्वैच्छिक हैं और क्राइटेरिया भी स्वैच्छिक हैं तो मेरे पास केवल एक बयान हो सकता है जिसे कोर्स आउटकम के लिए परफॉर्मेंस कहा जाता है एंडरसन ब्लूम के अनुसार लर्निंग आउटकम या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें एक सामान्य मूलशब्द होगा उदाहरण के लिए विद्यार्थी सक्षम होना चाहिए एक सामान्य मूलशब्द है इसका मतलब यह है कि जब भी मैं कोर्स आउटकम के कथन को पढ़ता हूं चाहे मैं इसे लिखूं या नहीं मैं इसे पढ़ूंगा "छात्र को सक्षम होना चाहिए" इस विशेष मूलशब्द को एक क्रिया वाक्यांश द्वारा अनुगमन किया जाना चाहिए अकेला क्रिया की आवश्यकता नहीं है यह क्रिया वाक्यांश और वाक्यांश का एक कर्म हो सकता है आप उस गतिविधि के लिए क्या कर्म रख रहे हैं क्रिया वाक्यांश किसी 6 कॉग्निटिव स्तरों में से संबंधित मानसिक प्रक्रिया को बताता है और वाक्यांश का कर्म ज्ञान के प्रकार को बताता है जिस पर यह कार्य कर रहा है तो एंडरसन ब्लूम ने शब्द क्रिया वाक्यांश और वाक्यांश के कर्म का उपयोग किया है हम एंडरसन ब्लूम के वाक्यांश और कर्म के साथ मेगर द्वारा प्रस्तावित तत्वों के संयोजन से लर्निंग आउटकम की एक संरचना का प्रस्ताव रख रहे हैं इसलिए हम मेगर के शब्द परफॉर्मेंस को बदल देंगे यह अब एक वाक्यांश और कभी कभी दो वाक्यांशों और एक या अधिक कर्म से मिलकर बनेगा यदि आप एंडरसन और ब्लूम की भाषा में बात करना चाहते हैं हम "कंडीशन" और "क्राइटेरिया की स्वैच्छिता को बनाए रखते हैं तो कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर क्षेत्र में कोर्स आउटकम स्टेटमेंट की प्रस्तावित संरचना में सामान्य मूलशब्द के अलावा एक्शन नॉलेज कंडीशन और क्राइटेरिया शामिल हैं तो यह एक CO कथन की संरचना है जिसे हम प्रस्तावित कर रहे हैं हम इसे एक्शन कहते हैं जो एक कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सीखने वाले को प्रदर्शन करना चाहिए एक एक्शन कार्रवाई क्रिया द्वारा इंगित किया जाता है कभी कभी दो संबंधित कॉग्निटिव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है हमने सभी क्षेत्रों के लिए कार्रवाई क्रियाओं का एक पूरा समूह दिया है जब आप एक आउटकम कथन लिखते हैं तो यह मानते हुए कि सामान्य मूलशब्द पहले से ही नीचे लिखा गया है एक CO कथन हमेशा एक कार्रवाई क्रिया के साथ शुरू होना चाहिए नॉलेज किसी भी एक या चार ज्ञान श्रेणियों में से एक विशिष्ट ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है यह केवल एक से हो ऐसा जरूरी नहीं है यह चार ज्ञान श्रेणियों में से एक या अधिक हो सकता है कंडीशन उस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर शिक्षार्थी को एक्शन " करने के लिए अनुसरण करने की कंडीशन का पालन करना होता है उदाहरण के लिए यदि आप चाहते हैं कि छात्र किसी चीज का टाइट्रेट करें तो आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि उस विशेष क्रिया को करने के लिए प्रयोगशाला में कौन से विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए जो एक कंडीशन बन जाती है क्राइटेरिया " उन मापदंडों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक्शन करने की स्वीकार्यता के स्तर को चिह्नित करते हैं यह भी एक स्वैच्छिक तत्व है तो एक CO कथन के एक्शन नॉलेज कंडीशन और क्राइटेरिया 4 तत्व हैं कंडीशन और क्राइटेरिया स्वैच्छिक हैं कभी कभी आप दो कार्रवाई क्रियाओं का उपयोग करना चाह सकते हैं हम किन परिस्थितियों में उपयोग करना चाहते हैं दो कॉग्निटिव प्रक्रियाएं हैं जो एक छात्र को ज्ञान तत्वों के एक ही सेट पर प्रदर्शन करना चाहिए केवल ऐसे मामलों में दो कार्रवाई क्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए इसे केवल क्योंकि मैंने बहुत अधिक लिखा है मुझे दो लाने हैं और सिर्फ एक लिखना है और दो कथनों के बीच ही लिखना है " नहीं आप दो CO को एक में मिलाने के लिए दो कार्रवाई क्रियाओं का उपयोग नहीं कर सकते उदाहरण के लिए फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग करके वित्तीय विवरण तैयार करें और समझाएं इसका नॉलेज हिस्सा फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग करके वित्तीय विवरण है वित्तीय विवरण नॉलेज तत्व है फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग करना कंडीशन हैं कथन तैयार करना महत्वपूर्ण है और वित्तीय विवरण की व्याख्या करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है इसका मतलब है दोनों कॉग्निटिव गतिविधियों में एक ही नॉलेज तत्व और एक ही कंडीशन है और केवल ऐसे मामलों में दो कार्रवाई क्क्रियाओं के उपयोग की अनुमति है कुछ नमूने दिए गए स्थलाकृतिक मानचित्र से वेंटवर्थ विधि का उपयोग करके ढलान का निर्धारण करें एक्शन निर्धारित है यह कॉग्निटिव प्रक्रिया अप्लाई से संबंधित है नॉलेज भाग ढलान है यह दोनों है कांसेप्ट और इससे जुड़ा एक प्रोसीजर है कंडीशन क्या है आपको इसे दिए गए स्थलाकृतिक मानचित्र से और वेंटवर्थ विधि का उपयोग करना होगा आपको ढलान का निर्धारण करना होगा हमने उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है तो ये इस नमूने के तत्व हैं नमूना 2 अंतर समीकरण के रूप में एक स्प्रिंग मास सिस्टम को मॉडल करें मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग की श्रेणी में आता है नॉलेज तत्व स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कांसेप्चुअल है अंतर समीकरण कंडीशन है आप इसे केवल एक अंतर समीकरण के रूप में मॉडल करना चाहते हैं और यह एक कंडीशन है और कोई क्राइटेरिया नहीं है नमूना 3 हार्डी वेनबर्ग कानून का उपयोग करके जनसंख्या आनुवंशिकी में समस्याओं को हल करें एक्शन हल करना है जो अप्लाई से संबंधित है नॉलेज जनसंख्या आनुवंशिकी है जो कांसेप्चुअल और प्रोसीजरल नॉलेज के अंतर्गत आता है और कंडीशन हार्डी वेनबर्ग कानून का उपयोग करना हैं कोई क्राइटेरिया नहीं है नमूना 4 महाद्वीपीय बहाव प्लेट विवर्तनिकी और भू संतुलन की अवधारणा को समझें एक्शन समझना है नॉलेज तत्व महाद्वीपीय बहाव प्लेट विवर्तनिकी और भू संतुलन हैं और सभी कांसेप्चुअल हैं कोई कंडीशन या क्राइटेरिया नहीं है नमूना 5 क्रोनबेक अल्फा विधि का उपयोग करके इस परीक्षण विश्वसनीयता का अनुमान लगाएं दिए गए परीक्षा परिणामों से दो दशमलव स्थानों तक सटीक तो एक्शन अनुमान लगाना है जो अप्लाई से संबंधित है नॉलेज परीक्षण विश्वसनीयता है जो कांसेप्चुअल और साथ प्रोसीजरल नॉलेज से संबंधित है और कंडीशन क्रोनबेक अल्फा विधि और परीक्षा परिणाम हैं और क्राइटेरिया दो दशमलव स्थानों तक सटीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस नमूने के मामले में सभी तत्व मौजूद हैं हम टेक्सोनोमी टेबल में इन नमूना कथनों का पता लगाते हैं उदाहरण के लिए S 1 S 2 S 3S 5 सभी अप्लाई से संबंधित हैं लेकिन उनके पास दोनों कांसेप्चुअल और प्रोसीजरल नॉलेज हैं यही कारण है कि हम उन्हें दोनों सेल में पाते हैं यह सेल 3 2 और 3 3 में है जबकि S 4 नॉलेज की केवल एक श्रेणी है जो कांसेप्चुअल है और एक कॉग्निटिव प्रक्रिया है अंडरस्टैंड तो यह एक सेल में है S 4 2 2 में है इसलिए ये सभी S एक नमूना कोर्स आउटकम का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमने पहले की स्लाइड्स में प्रस्तुत किया है अब तक प्रस्तुत किए गए ज्ञान या अब तक दी गई प्रक्रियाओं के आधार पर आपके द्वारा परिचित कोर्सों से प्रस्तुत संरचना में तीन कोर्स आउटकम लिखें और उन्हें AB टैक्सोनॉमी टेबल में खोजें यह प्रथम स्तर का अभ्यास है हम इसे अगली इकाई में देखेंगे कई अन्य कंडीशन का पालन किया जाना है जब आप एक अच्छा कोर्स आउटकम लिखते हैं और हम कुछ नमूना कोर्स आउटकम दिखाएंगे और आपको उन कोर्स आउटकम कथनों को लिखने में त्रुटियों का पता लगाने के लिए कहेंगे